नमस्ते सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में आपका स्वागत करते हैं तो इस डेमो में दिखाया जाएगा कि कैसे वास्तव में निर्देश को छोड़ने के लिए स्टैक को हेरफेर किया जा सकता है यह डेमो और सोर्स कोड वास्तव में एक वर्चुअलबॉक्स में मौजूद है जिसे आप वास्तव में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको इसे पिछले सप्ताह 0 और सप्ताह 1 के डेमोस में करना चाहिए था तो वास्तव में इस डेमो को शुरू करने देता है डेमो इस विशेष निर्देशिका nptel codes मॉड्यूल 1 में मौजूद है और यह इस C कोड से मेल खाता है जो Skipinstructionc है तो इस विशेष C कोड को यहाँ पर खोलते है और दो कार्य हम देखते हैं एक ऐसा फ़ंक्शन है जो तीन मापदंडों को लेता है a b और c और यह एक बफर पर कुछ सरल जोड़तोड़ करता है आगे जो हम देखते हैं यह एक मुख्य कार्य है जहां आपके पास एक स्थानीय चर x है जिसका मूल्य शून्य है फिर पैरामीटर 1 2 और 3 के साथ फ़ंक्शन के लिए एक आह्वान है और फिर x 1 के साथ एक बयान है और फिर एक प्रिंटफ है जो printf"Value of X is dn"x है एक चीज जो आप वास्तव में इस समय करना चाहते हैं वह यह अनुमान लगाना है कि इस विशेष कार्यक्रम का आउटपुट क्या है तो हम वास्तव में इसे देखते हैं तो एक अनुमान लगाता है कि चूंकि x यहाँ पर एक के बराबर है जो कि स्क्रीन पर मुद्रित होने की संभावना है यह है कि x का मान 1 है तो आइए देखें कि वास्तव में क्या होता है क्योंकि जब हम make clean और फिर make चलाते हैं और हमें निष्पादन योग्य स्किपिनस्ट्रेशन मिलता है अब जब हम इस विशेष कार्यक्रम को चलाते हैं तो हम जो देखते हैं वह यह है कि हम x का मान प्राप्त करते हैं वास्तव में x 1 बिल्कुल भी निष्पादित नहीं की गई है बल्कि x के लिए क्या हुआ है कि यह किसी तरह शून्य का मान प्राप्त करने में कामयाब रहा है जो इस विशेष विवरण से मिलता है तो यह निश्चित रूप से काफी काउंटर सहज है और न कि क्या अपेक्षित है और यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है हमें इस विशेष फ़ंक्शन में जाना होगा इसलिए जिस तरह से हम इस फ़ंक्शन को समझेंगे वह GDB के माध्यम से है तो इसके लिए GDB चलाएं इसलिए हम gdb skipstruction को चलाएंगे और जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम कार्यक्रम की विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और हम यहां लाइन नंबर 14 पर कहने के लिए ब्रेक प्वाइंट भी सेट कर सकते हैं तो लाइन नंबर 14 इस विशेष फ़ंक्शन के लिए कॉल से मेल खाती है अब जब हम इसे चलाते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है तो प्रोग्राम से लाइन 14 में ब्रेक पॉइंट के कारण मुख्य से शुरू होगा और बंद हो जाएगा इसलिए हम देखते हैं कि ब्रेक पॉइंट को हिट किया गया है और फ़ंक्शन को लागू करने से ठीक पहले निष्पादन रोक दिया गया है अब हम वास्तव में x के मूल्य को देख सकते हैं और सही से x का मान शून्य होगा इसलिए हम gdb info locals को चलाकर कुछ कर सकते हैं और इसमें x का मूल्य शून्य के बराबर है क्योंकि यह x को शून्य होने के लिए पंक्ति संख्या 13 में आरंभीकृत किया गया है अब हम इस प्रोग्राम के माध्यम से एक कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या कार्य हो रहा है इसलिए सबसे पहले हम अगली पंक्ति को लागू करने से पहले हमें यह बताते हैं कि विभिन्न महत्वपूर्ण रजिस्टरों की सामग्री क्या है इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है निर्देश सूचक की सामग्री 8048449 है जो अनिवार्य रूप से वह स्थान है जहां कॉल टू फंक्शन मौजूद है हमारे पास स्टैक पॉइंटर और एक बेस पॉइंटर है जो मुख्य फ़ंक्शन के अनुरूप फ्रेम को इंगित कर रहा है अब यदि मैं इसके लिए एक एकल निर्देश निष्पादित करता हूं हम देख सकते हैं कि क्या होता है इस विशेष बिंदु पर हम स्टैक पर विभिन्न तर्कों पर जोर दे रहे हैं और यह हमने पहले देखा है इसलिए हमें यहां पर बहुत अधिक समय नहीं देना है और अंततः हम देखेंगे कि फ़ंक्शन इस line के कारण लागू हो जाता है और निष्पादन फ़ंक्शन में स्थानांतरित हो जाता है तो चलिए फंक्शन को डिसएबल करते हैं और इस बिंदु पर हम विभिन्न रजिस्टरों को भी देखेंगे जो ईआईपी ईएसपी और ईबीपी हैं इसलिए हम यहां देखते हैं कि हमारे पास एक स्टैक पॉइंटर है जो FFFFCF20 में है और बेस पॉइंटर FFFFCF48 में है क्योंकि यह अभी भी फ़ंक्शन की पहली पंक्ति में है क्योंकि बेस पॉइंटर को अभी तक नहीं बदला गया है और नया फ्रेम इस फ़ंक्शन के संगत है को अभी तक नहीं बनाया गया है इसलिए हमें कुछ और निर्देशों के माध्यम से एकल चरण दें जहां हम चार निर्देशों के माध्यम से एकल चरण और स्टैक की सामग्री को देखें तो जैसा कि हमने पहले देखा है स्टैक की सामग्री gdb x32x esp के रूप में प्राप्त की जा सकती है तो एक बात का ध्यान रखें कि वापसी पता जिसे मुख्य पर कॉल फ़ंक्शन के लिए स्टैक पर धकेल दिया जाना चाहिए इसलिए कॉल के तुरंत बाद अगले निर्देश का पता 0x08048454 है अब यदि आप वास्तव में स्टैक की सामग्री को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो उल्लेख किया है उसका रिटर्न पता इस स्थान पर है इसका पता FFFFCF1C plus 4 है जो कि FFFFCF20 है तो इस विशेष function में हमारे पास दो स्थानीय लोग हैं जो हमारे पास एक पूर्णांक के लिए पॉइंटर हैं जिसे आरईटी और एक बफर के रूप में जाना जाता है जो 16 वर्णों का है इसलिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है हम इन दो स्थानीय चरों का पता प्रिंट कर सकते हैं और जैसा कि हम उम्मीद करेंगे कि ये दो स्थानीय चर इस function के लिए नए बने ढेर में मौजूद होंगे तो रजिस्टर की सामग्री को प्रिंट करने का काम gdb px ret के रूप में किया जा सकता है जो FFFFCF18 है तो यह आरईटी की सामग्री होगी और बफर की सामग्री इस प्रकार है FFFFCF08 अब आप जो देख रहे हैं बफर की सामग्री FFFFCF08 से शुरू होती है और 16 बाइट्स तक फैली हुई है तो इन 16 बाइट्स से परे कुछ भी एक बफर अतिप्रवाह के लिए ले जाएगा अब हम यहाँ पर जो चाहते हैं वह यह है कि हम बफर को इस तरह से ओवरफ्लो करना चाहते हैं ताकि रिटर्न एड्रेस संशोधित हो जाए अब हम अपना कैलकुलेटर लेंगे हम इसे निम्नानुसार कर सकते हैं इसे हेक्साडेसिमल मोड पर सेट करें और हम देखेंगे कि बफर से दूरी जहां वापसी पता संग्रहीत है तो हम जानते हैं कि वापसी पता FFFFCF20 स्थान पर मौजूद है और बफर इस स्थान FFFFCF08 पर मौजूद है इसलिए हम इन्हें घटाते हैं तो हम देखते हैं कि 18 बाइट्स की एक ऑफसेट है और यह 18 हेक्साडेसिमल में है जो बफर की शुरुआत से रिटर्न पते तक 24 बाइट्स ऑफसेट से मेल खाती है अब हम यहाँ पर इस विशेष पंक्ति में क्या करते हैं कि इस स्थान पर बफर प्लस २४ को हम एक पॉइंटर प्राप्त करते हैं और यह विशेष पॉइंटर इस स्थानीय चर रिटर्न में संग्रहीत किया जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से इस विशेष बिंदु पर हम जो प्राप्त करते हैं वह रिटर्न पॉइंट होता है जहां रिटर्न एड्रेस संग्रहीत होता है इसलिए हम इसे एकल चरण द्वारा और आरईटी की सामग्री को देख सकते हैं तो RET FFFFCF18 में मौजूद है इसलिए हम देखते हैं कि आरईटी का मूल्य शून्य है अभी हम एक ही निर्देश पर अमल करेंगे जिस स्थिति में हमने वास्तव में इस विशेष निर्देश को निष्पादित किया है और आरईटी के मूल्य को बदल दिया है इसलिए यह इंगित करता है कि रिटर्न एड्रेस कहां मौजूद है तो चलिए अब हम रिटर्न की सामग्री को प्रिंट करते हैं तो gdb xx 0xFFFFCF18 इस स्थान पर मेमोरी डंप करेगा जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यह विशेष मेमोरी स्थान उस जगह से मेल खाती है जहां आरईटी संग्रहीत है अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वह है RET का एक मान FFFFCF20 यह वह जगह है जहाँ रिटर्न पता संग्रहीत है अब अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है फ़ंक्शन की अगली पंक्ति 8 बाइट्स द्वारा आरईटी के मूल्य को बढ़ाती है अब यह समझने के लिए कि इसका मतलब है कि हम पहले एकल कदम को एक निर्देश पर अमल करेंगे और देखेंगे कि वापसी पते की सामग्री को 8 बाइट्स द्वारा संशोधित और बढ़ाया गया है इसलिए हमें निष्पादित किए जाने वाले चार निर्देशों को निर्दिष्ट करना था क्योंकि C का यह एकल कथन असेंबली कोड में चार निर्देशों से मेल खाता है इसलिए इस बिंदु पर आप देखते हैं कि C की इस पंक्ति ने निष्पादन पूरा कर लिया है और हम शुरुआत और ध्यान देंगे कि रिटर्न एड्रेस को संशोधित किया गया है तो वापसी पता 08048454 हुआ करता था और यह बदल गया है जो 0804845C है इस परिवर्तन के निहितार्थ को समझने के लिए हम मुख्य की disassembly को देखते हैं वास्तविक वापसी पता 08048454 है और हमने इसे वास्तव में बदल दिया है यह 08048454C है और अनिवार्य रूप से यह क्या कर रहा है कि यह वास्तव में इस अनुदेश को छोड़ रहा है और यहां कहीं उतर रहा है इसलिए अनिवार्य रूप से तब होता है जब यह फ़ंक्शन निष्पादन को पूरा करता है यह मान 0804845C स्टैक से लिया जाता है और अनुदेश सूचक में रखा जाता है और इस विशेष मूल्य के आधार पर program का निष्पादन जारी रहेगा इसलिए हमें इसके माध्यम से एकल चरण दें और देखें कि यह मुख्य रूप से वापस आ गया है और हम ध्यान देंगे कि निर्देश सूचक की सामग्री 0804845C है जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यहां जो निर्देश निर्दिष्ट किया गया है उसे छोड़ दिया गया है परिणामस्वरूप सी कोड के संबंध में जो कुछ भी हो रहा है वह यह है कि किसी फ़ंक्शन के बाद x 1 को लागू किया जाता है बयान को छोड़ दिया जा रहा है और हम सीधे प्रिंटफ स्टेटमेंट पर जा रहे हैं और इस x 1 के बाद से कथन को निष्पादित नहीं किया जा रहा है x का मान शून्य है और परिणामस्वरूप जब हम वास्तव में C कमांड का उपयोग करके इस कार्यक्रम का निष्पादन जारी रखते हैं जो निष्पादित करना जारी रखता है तो हमें पता चलता है कि x का मान शून्य है इसलिए इस विशेष वीडियो में हमने एक उदाहरण देखा है कि हम किसी कार्यक्रम के निष्पादन को इस तरह से कैसे जोड़ सकते हैं ताकि एक निर्देश को छोड़ दिया जा सके अगले प्रदर्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं जो अधिक खतरनाक है हम देखेंगे कि हम वास्तव में एक प्रोग्राम में कोड को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं और निष्पादित को एक पेलोड के लिए मजबूर कर सकते हैं अगले डेमो में जो हम देखेंगे हम एक शेल कोड लेंगे और हम शेल कोड को डमी प्रोग्राम में इंजेक्ट करेंगे और फिर इस शेल कोड को निष्पादित करने के लिए बाध्य करेंगे